कॉनिक अनुभाग IX इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स हम मॉड्यूल नंबर 2 व्याख्यान संख्या 17 में हैं हम कॉनिक अनुभागों के बारे में सीख रहे हैं इस मॉड्यूल में हमने पहले से ही कवर किया है कि कैसे एक एलिप्स का निर्माण किया जाए और एक पैराबोला का भी आज की कक्षा में हम हाइपरबोला बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे हाइपरबोला के निर्माण के लिए दो तरीके काफी लोकप्रिय हैं एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि है दूसरा एक आयत विधि है और हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि के बारे में जानने जा रहे हैं फ़ोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि को याद करने के लिए एक डायरेक्ट्रीक्स और एक फ़ोकस है एक निश्चित दूरी पर इस डायरेक्ट्रिक्स से दूर और जब सनकी यहाँ उदाहरण के लिए 2 एक्सेंट्रिसिटी की तरह 1 से अधिक है तो यह एक हाइपरबोला का निर्माण करता है इस एक्सेंट्रिसिटी की मूल परिभाषा और डायरेक्ट्रिक्स से फोकस है फोकस से अगर हम उस वक्र हाइपरबोला पर किसी भी बिंदु को मापने जा रहे हैं जो कि उस बिंदु की दूरी पर हमेशा डायरेक्ट्रिक्स की संख्या समान संख्या के बराबर होती है उदाहरण के लिए यदि एक्सेंट्रिसिटी 2 है तो हम इस बिंदु P को उस बिंदु पर फोकस से चुनें और वहां से निर्देशन के लिए इसका समान अनुपात 2 बनाता है चाहे यह बिंदु या यह या कोई बिंदु इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम एक हाइपरबोला का निर्माण करने जा रहे हैं तो फ़ोकस डायरेक्ट्रिक्स विधि का उपयोग करके इन हाइपरबोला के निर्माण के बाद हम इस वक्र के साथ समाप्त हो जाएंगे आइए हम उस चरण को चरणबद्ध करें कि इसका निर्माण कैसे करें पहली बात एक डायरेक्ट्रिक्स AB और अक्ष CC'खींचना सबसे पहले हमें AB और CC' को खींचना होगा एक बार हो जाने के बाद CC' पर फोकस बिंदु F को चिह्नित करें तो कहीं न कहीं F हमें इसे इस तरह से चिह्नित करना है कि C से F पहले ही 50 मिमी दिया जाता है इसके साथ ही 50 मिमी इसे ढूंढते हैं एक बार जो CF को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है एक्सेंट्रिसिटी 2 के हाइपरबोला के लिए हम निर्माण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इस C को F से 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं जो कि सनकी 3 बाई 2 15 है हम निर्माण करने जा रहे हैं इसलिए एक बार जब इसे 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो दो भागों का स्थान हम वी बिंदु का पता लगाने जा रहे हैं तो C टू V 2 यूनिट है और V से F 3 यूनिट है इस तरह हम इस पूरे C को F हिस्से में विभाजित करते हैं एक बार जब यह हो जाता है तो हम लंबवत VG को V पॉइंट से गुजरने वाले VF के बराबर बनाते हैं तो V बिंदु से एक लंब रेखा को इस तरह से खींचें कि V से F जो भी दूरी है V से G समान दूरी है फिर इस तरह से G और C को मिलाएं फिर VC पर कुछ अंक 1 2 3 को चिह्नित करें तो V बिंदु ज्ञात है CC बिंदु ज्ञात है इसलिए हम जो करने जा रहे हैं वह कई भागों में विभाजित है ये मनमाने बिंदु हैं और उन बिंदुओं से उस तरह से लंबवत रेखाएं लंबवत रेखाएं खींचती हैं और ये रेखाएँ विस्तारित रेखा CG को 1 2 3 4 और इसी तरह बिंदुओं पर इंटेरसेक्ट करने जा रही हैं तो इस का पता लगाएं वह 1 1 2 2 3 3 4 4 है अब पहले 1 1 को मापें और फोकल पॉइंट के उपयोग से 1 1 की दूरी एक चाप बनाते हैं इसी तरह फोकल बिंदु से 2 2 का चाप बनाते हैं इसी तरह फोकस बिंदु से 3 3 का चाप बनाते हैं एक बार यह हो जाने के बाद हम इस बिंदु से गुजरने वाले वी के सभी रास्ते से जुड़ने की स्थिति में होंगे ताकि हाइपरबोला हम निर्माण करने की स्थिति में होंगे हमें अपनी शीट पर कदम से कदम मिलाते हैं सबसे पहले हमें AB लाइन और फिर CC खींचना होगा तो AB एक डाइरेक्स का निर्माण करते हैं मार्क A कहीं B और मध्य रेखा क्षैतिज लंबवत चीज में हम CC' का निर्माण कर सकते हैं इसलिए हम इस CC' को कॉल करते हैं यह बिंदु C कहीं C है इसलिए दो लंबवत रेखाएँ निर्माण लाइनें जो हमने की हैं अब CC' पर F को चिह्नित करें जैसे कि CF 50 मिमी के बराबर है तो शीट पर यहां कहीं 50 मिमी का पता लगाएं इसलिए इसे फोकस बिंदु के रूप में चिह्नित करें एक बार जब यह किया जाता है तो इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करें तो 5 बराबर भाग पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तो उस दूसरे बिंदु पर V का पता लगाएं क्योंकि 15 अनुपात या 3 से 2 अनुपात हम निर्माण करने जा रहे हैं फोकस बिंदु से वक्र V पर बिंदु 3 यूनिट है और V से डायरेक्ट्रिक्स 2 पावर से 2 यूनिट है तो 3 बाय 2 यूनिट हम इसका निर्माण करने जा रहे हैं V किया जाता है हम एक लंब रेखा से गुजर सकते हैं इसलिए हम इस लंब रेखा के निर्माण की स्थिति में होंगे अब VF का स्थानांतरण VG के बराबर है यह इस लाइन का स्थानांतरण है अब V और G को मिलाएं C से G तक एक निर्माण रेखा फिर से इसे विस्तारित करती है दोनों तरफ से कोई भी इसका निर्माण कर सकता है एक बार यह पूरा हो जाने पर हमें VC पर कुछ बिंदुओं 1 2 3 का पता लगाना होगा तो यहाँ कुछ बिंदुओं को चिन्हित करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शायद 10 11 12 13 और 14 ये वे बिंदु हैं जिन्हें हम इसका पता लगाने जा रहे हैं इस तरह से कि हमारे रोलर पैमाने के माध्यम से हम चिह्नित करने की स्थिति में होंगे कुछ और रेखाएँ खींचें सुनिश्चित करें कि यह हमेशा क्षैतिज है इसलिए हम कई और लाइनें खींचने की स्थिति में होंगे एक बार जो किया जाता है हमें इस लंबाई को स्थानांतरित करना होगा वर्टीकल लंबाई जहां वे इंटेरसेक्ट करने जा रहे हैं इसे चुनें हम इन इंटरसेक्शन के बिंदुओं को 1 2 3 4 और 5 और 6 को चिन्हित करें वैसे भी 7 वें का निर्माण 7 करने जा रहा है अब इन लंबाई को फोकल बिंदु से एक तरफ स्थानांतरित करने के लिए सभी तरह से इंटेरसेक्ट करें फिर बिंदु 1 इंटरसेक्शन का पता लगाएं एक बार हो जाने पर इस बिंदु को दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करें दूसरा बिंदु यहां और फिर तीसरा बिंदु और इसी तरह इसी तरह इस बिंदु से 6 इंटरसेक्शन यह वह तरीका है जिससे हम इन सभी बिंदुओं का निर्माण करते हैं अब इन बिंदुओं को मिलाएं एक हाइपरबोला आह तेजी से अपनी वक्रता को बदल रहा है और यहां से ढलान भी इसलिए कई और बिंदुओं के होने के बाद हम वहां बहुत ही सहज वक्र बनाने जा रहे हैं तो आइए इन बिंदुओं को एक चिकनी वक्र के माध्यम से जोड़ते हैं यह वह तरीका है जिससे हम उस वक्र का हिस्सा बनाते हैं हमें हाइपरबोला कहते हैं इन रेखाओं का विस्तार करने वाली समान लंबाई निर्माण की स्थिति में होगी उदाहरण के लिए हम इसे चुनते हैं और इसी तरह इस लाइन को चुनते हैं इन लंबाई को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्थानांतरित करें क्योंकि समरूपता के कारण हम इन लंबाई को स्थानांतरित करने की स्थिति में होंगे अन्यथा केंद्र बिंदु से फिर से हमें इस तरह की लंबाई बनाना होगा और इसे स्थानांतरित करना होगा पूरी तरह से इन पंक्तियों को 1 से भी बढ़ाएं ओह अब और नहीं एक रोलर स्केलर का उपयोग करें इस तरह की लंबाई का निर्माण करें एक बार यह हो जाने के बाद हम उस तरीके से जुड़ने की स्थिति में होंगे यह वह तरीका है जिससे हम हाइपरबोला बनाते हैं इसलिए अब तक हमने एलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला जैसे बहुत दिलचस्प घटता को देखा है ये एक शंकु से उत्पन्न वक्र हैं और हम आमतौर पर उन्हें शंकु वर्गों के रूप में कहते हैं और अब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले विशेष घटता को देखने जा रहे हैं ये साइक्लोइड सर्पिल इनवोल्यूज़ और हेलिक्स हैं पहला साइक्लॉयड है इसलिए यदि हम एक वृत्त ले रहे हैं उदाहरण के लिए हमें एक वृत्त चुनिए तो पहले बिंदु को खोजें जैसे कि P जो नीचे छूने वाला है और यदि चक्र एक सपाट क्षैतिज आधार पर घूम रहा है यदि यह पूरी तरह से क्षैतिज आधार पर घूम रहा है और यह P बिंदु कभी फिसलता नहीं है तो इस P बिंदु की गति को वृत्त के रूप में रोल किया जाता है जो भी वक्र को ट्रैक करता है जिसे हम साइक्लॉयड कहते हैं उदाहरण के लिए यह P बिंदु अगले पल का समय वहां कहीं पहुंच जाता है और यह पूरा सर्कल रोल करता है इसलिए यदि हम उस बिंदु P पर एक पेंसिल या पेन रख रहे हैं या रख रहे हैं तो हम जो भी ट्रैक प्राप्त करने जा रहे हैं उसे हम साइक्लॉयड कहते हैं और गणितीय स्तर पर x निर्देशांक और y निर्देशांक में से एक को एक पैरामीट्रिक रूप में दर्शाया जाएगा x को t ऋण गुणा t से गुणा के बराबर है जहां t समय या पैरामीट्रिक भिन्नता है इसी तरह y 1 गुणांक cos t से गुणा के बराबर है तो क्या इस X के बारे में निर्देशांक y निर्देशांक हम इस पैरामीट्रिक समीकरण से प्राप्त करने जा रहे हैं जिसे हम साइक्लॉयड कहते हैं तो वे केंद्र में कहीं शुरू करते हैं आर्किमिडीज सर्पिल उस अर्थ में काफी लोकप्रिय हैं वे शुरू करते हैं क्योंकि कोण बढ़ता है त्रिज्या भी बढ़ता है इसलिए जैसा कि हम 0 ° से शुरुआत कर रहे हैं 10 20 30 और इसी तरह 360 ° तक बढ़ता है धीरे धीरे त्रिज्या भी बढ़ती जाती है त्रिज्या बढ़ सकती है इस आधार पर घट सकती है कि हम इस वक्र को कैसे स्थानांतरित करने जा रहे हैं यदि हम बाहर निकल रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ जाती है क्योंकि हम त्रिज्या में कम हो जाते हैं इस तरह की चीजों को सर्पिल कहा जाता है और सर्पिल के लिए पैरामीट्रिक रूप आर है एटा के बराबर है जैसे ही थीटा बढ़ता है आर भी बढ़ता है सकारात्मक निश्चित मान के लिए और ऋणात्मक निश्चित के लिए मूल्य बढ़ने पर आर घटता है विशेष वक्र के दूसरे रूप को इन्वोल्यूट कहा जाता है यदि हम एक सिलेंडर के चारों ओर एक धागा या रस्सी को घुमावदार कर रहे हैं तो हम तय लंबाई की एक रस्सी लें इसे सिलेंडर के एक तरफ टाई करें अब सिलेंडर को स्पिन करें रस्सी की लंबाई लगातार यह सर्कल या सिलेंडर का होने की कोशिश करती है और लंबाई जो भी स्पष्ट लंबाई हम देखते हैं कि लगातार घटती जा रही है और इस रस्सी के सिरों में से एक घुमावदार ट्रैक को इनवोल्यूज़ कहा जाता है उदाहरण के लिए यह सिलेंडर है आइए इस पर विचार करें कि यह दो आयामों में सिलेंडर सर्कल है और यह वह रस्सी है जिसे शायद हमने वहां बांध दिया होगा अब इस सिलेंडर को स्पिन करें इसलिए बिंदु P को संभवतः इस रस्सी को घुमावदार किया जाता है ताकि बिंदु P यह एक विशेष पथ पर आगे बढ़े धीरे धीरे दूरी स्पष्ट दूरी जो हम रस्सी बिंदु से सिलेंडर के उस छोर तक देखने जा रहे हैं घट जाती है और यह एक वक्र नामक वक्र का अनुसरण करता है अन्य हेलिक्स हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां एक बिंदु जो एक गोलाकार प्रारूप में जाता है लेकिन इसमें अक्षीय गति भी है ताकि यह ऊपर की दिशा और इतने पर बढ़े आमतौर पर कोक की बोतलों में या शायद पानी के बीकर में छोटे आकार के हवाई बुलबुले जब वे उठते हैं तो वे इस तरह के सर्पिल बनाते हैं तो यह एक चक्र है जो अक्षीय दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है इस तरह की चीजों को हेलिक्स कहा जाता है उदाहरण के लिए यदि हम एक पेन खोलते हैं तो हम उसमें एक स्प्रिंग पाते हैं इन स्प्रिंग्स में हमेशा एक स्थिर त्रिज्या होता है और वे अक्षीय दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं वे उस अक्षीय दिशा में चलते हैं इस तरह की चीजें जिन्हें हम हेलिक्स कहते हैं सर्पिल में त्रिज्या लगातार बढ़ रही है या घट रही है हेलिक्स के लिए यह त्रिज्या लगभग स्थिर है लेकिन अक्षीय दिशाएं जेड अक्ष बढ़ जाती हैं अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि विशेष वक्र जैसे साइक्लॉयड सर्पिल इनवोल्यूज़ और हेलिक्स का निर्माण कैसे करें अगली कक्षा में मिलते हैं